इसलिए आपका स्वागत है और यह लैक्चर नंबर 59 है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं हम नॉन होमोजेनियस लिनीयर इक्वैशनस के सोल्यूशंस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे इसलिए जनरली हम पर्टिकुलर इंटीग्रल और सोल्यूशंस तकनीकों के बारे में बात कर रहे थे पर्टिकुलर इंटीग्रल्स खोजने और पिछले लैक्चर से रिकॉल के लिए इसलिए हमारे पास यह पर्टिकुलर इंटीग्रल होने के लिए जनरल मेथड थी 1D XeαxXe αxdx तो यह एक बहुत ही जनरल फॉर्म था जिसका उपयोग किसी पर्टिकुलर इंटीग्रल को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है लेकिन फिर हमने इस स्पेशियल फॉर्म पर भी चर्चा की है जब x यह एक्स्पोनेंशियल फंक्शन है जिसका अर्थ e पावर ax है उस केस में हमने महसूस किया है कि यह 1fDeax1faeax where fa≠0 लेकिन यहां यह बात थी कि यह fa≠0 अन्यथा हम ऐसा नहीं कर सकते तो इस मामले में जब यह fa0 तो यह f क्या हम महसूस करते हैं कि इस f में एक फेकटर D ar होना चाहिए क्योंकि यही कारण है कि हम इस पिता को प्राप्त कर रहे हैं 0 के बराबर है इसलिए यहाँ एक फेक्टर होना चाहिए D ar r किसी भी इन्टिजर 1 2 3 और इसी तरह हो सकता है और उस स्थिति में हमने यह भी डीराइवड किया है कि 1 से अधिक D माइनस पर यह पावर r है जब हम एक एक्स्पोनेंशियल फंक्शन लागू करते हैं हम इसे प्राप्त करेंगे eax अब हम आज चर्चा करेंगे कि हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे कि जब x राइट हेंड साइड है तो उस स्थिति में sin फंक्शन पर cosine फंक्शन होता है तो हम कुछ प्रत्यक्ष परिणाम भी प्राप्त कर सकते हैं जिसका उपयोग पर्टिकुलर इंटीग्रलस प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है इसलिए इस परिणाम को प्राप्त करने के लिए पर्टिकुलर फॉर्म से इंटीग्रल पाने के लिए जब दाहिने हाथ की तरफ या तो पाप फंक्शन या cosine फंक्शन होता है तो हम सबसे पहले इस छोटे परिणाम को देखते हैं कि यदि alpha बीटा कॉन्टेंट हैं तो फिर D2sin αx 2sin αx And D2cos αx 2cos αx इसलिए एक बार हम यहां अप्लाई करते हैं D2sin αx 2sin αx D2cos αx 2cos αx D2sin αx 2sin αx Applying D2 1 इसलिए अब इस परिणाम के होने का हमें एहसास है D2sin αx 2sin αx Applying D2 1 sin αx 1 2sin αx IF 2≠0 1sin αx 1sin αx तो बस फिर से संक्षेप में बताएं यदि यह X फॉर्म का है तो इस cos αx या sinαx दोनों मामलों में हम उनसे डील कर सकते हैं प्रदान 2≠0 1fDsin αx 1D2sin αx 1 2sin αx तो बस इस पर आधारित एक उदाहरण लेने के लिए इसलिए हम यहां इवेलुएट करना चाहते हैं 1D4D21cos 2x 121cos 2x 113cos 2x Evaluate1D2 2D1cos 3x 1 9 2D1cos 3x 121D4cos 3x ×× 12D 4D2 16cos 3x 150cos 3x 1504cos 3x3sin 3x इसलिए यहां हमारे पास यह दूसरा केस है यदि यह 20 है तो उस केस को पर्टिकुलर इंटीग्रल जो हम अब सीखेंगे 1D22sin αx imag1D22cos αx i1D22sin αx imag1D22eiαx Consider 1D22eiαx 1D iα1Diαeiαx 12iα1D iαeiαx x2iαeiαx इसलिए अब हम इसे प्राप्त करना चाहते हैं 1D22sin αx imagx2sin αx ix2cos αx x2cos ax इसलिए अभी संक्षेप में ये दो महत्वपूर्ण परिणाम हैं जो हमारे पास हैं 1D22sin αx x2cos αx 1D22cos ax x2sin αx तो बस एक उदाहरण इस D24yx के जनरल सॉल्यूशन को ढूंढता है और पहले हमें इस बात की आवश्यकता है क्योंकि हमें एक जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने की आवश्यकता है इसलिए हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन का एक जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना होगा या इसके बजाय हम इसे कंप्लीमेंट्री फंक्शन कहते हैं इसलिए हमें इसके कंप्लीमेंट्री फंक्शन को फाइन्ड करना होगा जहां ऑक्सिलरी इक्वेशन m240 होगा तो m0±2i और फिर कंप्लीमेंट्री फंक्शन एक्सपोनेंशियल होता है c1cos 2xc2sin 2x यह इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑक्सिलरी फंक्शन है और फिर हमें पर्टिक्युलर इंटेग्रल मिलेगा जो रूप लेगा 1D24x 1D242x 2 181 xsin 2x तो यह वह परिणाम है जिसके बारे में हम यहां बात कर रहे हैं और जनरल सॉल्यूशन सिर्फ कंप्लीमेंट्री फंक्शन और प्लस यह पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा yc1cos 2xc2sin 2x 181 xsin 2x यहां दो और नियम अक्सर उपयोग किए जाते हैं इसलिए हम डेरिवेशन के लिए नहीं जाएंगे हम यहां केवल नियमों को लिखे तो अगर xm डिग्री का पॉलिनॉमियल है तो उसे कैसे संभालना है विचार वह है जिसे उदाहरण की सहायता से ठीक से समझाया जाएगा तो वहाँ इस ऑपरेटर फंगक्शन से सबसे लोवेस्ट डिग्री टर्न फ़ॉन्ट बाहर ले FD और इसलिए जैसा कि इस 1±FD को रीडूस करना है तो हमारे पास इस FDके में सबसे लोवेस्ट डिग्री है इसलिए कि हमें इस फॉर्म का कुछ मिलता है 1±FD आमतौर पर यह alpha 1 सबसे अधिक मामले हैं और जब हम ऐसा करते हैं तो हम इस न्यूमैरेटर पर ले जाएंगे और फिर हम इसका विस्तार करेंगे इसलिए हम विस्तार में केवल डिफरेंशियल ऑपरेटर को प्राप्त करेंगे जिसे हम आसानी से संभाल सकते हैं लेकिन यह आसान है जब हमारे पास x पावर m की तरह राइट हैंड साइड संभव है क्योंकि अंतर ऑपरेटर जब हम x पावर m पर लागू करते हैं तो यह पॉलिनॉमियल वहाँ परिणाम की तरह इसलिए हम उन डेरिवेटिव टर्म को उन डिफरेंशियलस् के फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं जब हम इसे न्यूमैरेटर पर ले जाते हैं तो हमें इन विस्तारकों के एक्सपांशन का उपयोग करना होगा इसलिए 1x 11 xx2 x3⋯ 1 x 11xx2x3⋯ इसलिए यहां हम इस विचार को प्रदर्शित करने के लिए सिर्फ इस उदाहरण को लेते हैं जो फिर से जनरल है तो यहाँ हमारे पास है 1D3 D2 6Dx21 तो यह पॉलिनॉमियल टर्म और 1D3 D2 6D इसलिए हम क्या करेंगे हम इस डिनॉमिनेटर से सबसे लोवेस्ट ऑर्डर टर्म लेंगे जो यहां 6 है इसलिए 1 6D1D6 D26x21 और ऐसा करने से और जब हम इसका विस्तार करते हैं तो जिस न्यूमैरेटर को हमने लिया है 16D1 D6 D26D6 D262 x21 So now 16D1 D6D26D236x21 16Dx21 2x67362 16Dx2 x32518 16x33 x262518x तो इस मामले के लिए डायरेक्ट फॉर्म्युला जब x eaxV वी है x का कोई भी फंक्शन यह फॉर्म लेता है इसलिए 1fDeaxVeax1fDaV तो यह एक प्रकार का शिफ्टिंग थीयरम है जिसका उपयोग हम यहां शिफ्टिंग रिजल्ट के फॉर्म में करते हैं फिर से सिर्फ एक उदाहरण दिखाने के लिए 1D23D2e2xsin x इसके आधार पर हमारे पास है e2x1D223D22sin x e2x1D27D12sin x e2x17D11sin x e2x7D 1149D2 121sin x e2x170 ठीक है इसलिए यह फाइनल डायरेक्ट फॉर्म्युला है जिसका उपयोग किया जा सकता है और हम यहां अब फिर से प्रूफ नहीं दे रहे हैं इसलिए 1fDxVx1fV fDfD2V तो इस फॉर्म्युला के साथ भी हम इस उदाहरण में सीधे पर्टिकुलर फॉर्म से इंटीग्रल प्राप्त कर सकते हैं 1D2 2D1xsin x इसलिए हमें यह ईवल्यूएट करना होगा कि हमने पहले से ही कैसे सीखा है तो जैसा किया जा सकता है x1D2 2D1sin x 2D 2D2 2D12sin x x1 2Dsin x 2D 24D2sin x x2cos x 12 अब तक निष्कर्ष पर पहुंचते हुए हमने कई डायरेक्ट फॉर्म्युला सीखते हैं 1D2cos ax 1 a2cos ax And this 1D2a2sin ax x2acos ax 1D2a2cos ax x2asin ax जब यह xm राइट हैंड साइड एक पॉलिनॉमियल होता है तो यह विचार काम करेगा कि हम इस हर में लिख सकते हैं 1±FD जिसे हम न्यूमैरेटर पर ले जा सकते हैं और इसका विस्तार कर सकते हैं हमारे पास एक और डायरेक्ट फॉर्म्युला था 1fDeaxVeax1fDaV 1fDxVx1fV fDfD2V इसलिए हमने इस इंटीग्रल पर्टिकुलर इंटीग्रल को प्राप्त करने के बारे में बहुत सारी चालें देखी हैं हमने यह भी सीखा है कि कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन या होमोजेनियस इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन की गणना कैसे करें इसलिए नॉन होमोजेनियस इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन का पता लगाने के लिए हमें केवल दो कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल को जोड़ना होगा जो हमने कई स्थितियों में सीखा है तो ये लेक्चर को तैयार करने के लिए उपयोग किए जाने वाले संदर्भ हैं और ध्यान देने के लिए धन्यवाद